सभी को नमस्कार कंप्यूटर एडेड डिजाइन पर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है हम आणविक यांत्रिकी बल के विषय पर जारी रखेंगे बल क्षेत्र के लिए विभिन्न कार्यात्मक रूप हैं हमारे पास bond bending torsion non bounded होने की शर्तें हैं तो वे quadratic form में हो सकते हैं जो Hookes law r r0 whole square की तरह है जहां r नई दूरी है r0 संतुलन है या चतुर्थांश प्रकार हो सकता है जो कि power 4 तक उठाया जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्यूबिक है आम तौर पर पसंद नहीं किया जाता है या अधिकांश प्रकार ई शक्ति क्योंकि जब बांड की लंबाई बहुत बड़ी होती है तो लंबे द्विघात रूप बहुत उच्च ऊर्जा देते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि quadratic एक square शब्द है तो ऊर्जा quadratic फैशन में बढ़ जाती है इसलिए इस दृष्टिकोण का भी पालन किया जाता है सीमा की स्थितियों में मुझे एक वैक्यूम में अणु होना चाहिए जिसका अर्थ है कि सॉल्वैंट्स या उस प्रकार के किसी भी अन्य अणु के साथ कोई interaction नहीं है यह एक गैस चरण की तरह अधिक है इसलिए अगर gas phase का अनुकरण करना चाहता हूं तो यह सबसे अच्छा है फिर सॉल्वैंट्स बॉक्स आता है मैंने इसके चारों ओर बहुत सारे सॉल्वैंट्स लगाए इतना स्पष्ट सॉल्वैंट्स और इसका मतलब है कि मैं विलायक और या निहित सॉल्वैंट्स के अणुओं को लगाता हूं मैं डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक को बदल सकता हूं फिर periodic box आता है हमारे पास बॉक्स है जहाँ आप जानते हैं कि अणु अंदर है जो बहुत सारे पानी से घिरा हुआ है इसलिए आपके पास इस प्रकार का बॉक्स है और मूल बॉक्स के सभी 6 faces यह एक क्यूबिक हो सकता है या यह एक आयताकार बॉक्स हो सकता है तो अगर 1 पानी का अणु एक तरफ से निकल जाता है आप एक और पानी के अणु को विपरीत दिशा से प्रवेश करते हुए मानते हैं ताकि घनत्व निरंतर बना रहे और आम तौर पर पीरियड बॉक्स एक दृष्टिकोण है जिसे बहुत पसंद किया जाता है और अधिकांश सिमुलेशन अध्ययन फिर हमने न्यूनतम ऊर्जा संचलन के बारे में बात की जिसका अर्थ है कि आप जानते हैं कि अणु ऊष्मागतिकीय संतुलन तक पहुँचता है जहाँ ऊर्जा न्यूनतम होती है तो आपके पास अलग अलग अनुरूप हो सकते हैं लेकिन ऊर्जा अधिक हो सकती है लेकिन आपको एक ऐसे निष्कर्ष को खोजने की आवश्यकता है जिस पर ऊर्जा न्यूनतम हो यानी सबसे नकारात्मक इसलिए यदि आप एक्स अक्ष पर अणु को देखते हैं और अणु की ऊर्जा को कम करते हैं तो न्यूनतम ऊर्जा संवहन यही है निश्चित रूप से आपके पास स्थानीय अनुरूपताएँ भी हो सकती हैं जैसे मैंने कहा कि यदि आप कुछ सुधारों के साथ शुरू करते हैं और अनुरूपता को बदलते रहते हैं तो आप यहाँ आने वाली ऊर्जाओं की गणना कर सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि यह न्यूनतम ऊर्जा है यह बहुत सच नहीं है या यह एक स्थानीय है इसी तरह आप यहां से शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाते हैं और आपको लगता है कि यह न्यूनतम ऊर्जा है लेकिन यह भी सच नहीं है लेकिन वास्तव में आपको इस तक पहुंचने की आवश्यकता है यह अणुओं की वैश्विक न्यूनतम ऊर्जा संरचना है इसलिए इस पर पहुंचने के लिए कई दृष्टिकोण हैं जो अलग अलग प्रारंभिक रूप से शुरू होते हैं और स्थानीय न्यूनतम के नुकसान से बचने की कोशिश करते हैं हम उस बारे में बाद में बात करेंगे इसलिए ये अलग अलग चीजें हैं जिनके बारे में हमने पिछले कुछ वर्गों में बात की थी हमने मारविन स्केच नामक एक डेमो आणविक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर को भी देखा यह एक फ्रीवेयर है और यह बहुत अच्छा है और यह संकाय के लिए शैक्षणिक के लिए स्वतंत्र है इसलिए आपको इसके लिए commercial software की आवश्यकता नहीं है हम अणु को स्केच कर सकते हैं इसका मतलब है कि हम अणुओं को 2 आयामी में आकर्षित कर सकते हैं और फिर हम इसे 3 dimension में परिवर्तित करते हैं और फिर हम न्यूनतम ऊर्जा conformation गणना कर सकते हैं हम बहुत सारे संरचनात्मक विशेषताओं की गणना कर सकते हैं संरचनात्मक पैरामीटर 3 dimensional संरचनात्मक मापदंडों के बहुत सारे इसलिए यह एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसे हमने पिछले सप्ताह प्रदर्शित किया था इसलिए मेरा सुझाव है कि आप जाएं और फिर उस सॉफ़्टवेयर को प्राप्त करें मुझे लगता है कि आपको पंजीकरण करना होगा इत्यादि और फिर उसी के साथ खेलना शुरू करना होगा हम Zinc से संरचना भी ले सकते हैं क्योंकि Zinc पहले से ही कई अणुओं की संरचनाओं में बनाया गया है इसलिए हम इसे वहां से ले जा सकते हैं और फिर इसे Marvin view sketch में ला सकते हैं और फिर 3d conformations आदि को देख सकते हैं या यदि यह एक नया अणु है तो हम इसे इस विशेष सॉफ्टवेयर में उपलब्ध 2d पैड में आकर्षित कर सकते हैं यह एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है इसलिए आपको एक commercial software और इतने पर जाने के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है commercial software द्वारा मूर्ख मत बनो सॉफ्टवेयर काफी अच्छा है बल क्षेत्रों की संख्या को कम करें शायद कुछ commercial software में कई बल क्षेत्र और इतने पर हो सकते हैं लेकिन academic purposes के लिए शिक्षण उद्देश्यों के लिए प्रशिक्षण के उद्देश्य Iलगता है कि यह एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसे आपको अपना commercial software खरीदने की ज़रूरत नहीं है कई references books हैं जिन्हें मैं यहां प्रस्तुत कर रहा हूं मेरा सुझाव है कि आप उनमें से कुछ को अपनी लाइब्रेरी के लिए प्राप्त करें और उन्हें पढ़ना शुरू करें दवा डिजाइन आणविक रसायन विज्ञान में आणविक मॉडलिंग पर गाइड बुक कम्प्यूटेशनल रसायन विज्ञान की एक पुस्तिका दवा समानता अणु मॉडलिंग की भविष्यवाणी के लिए कम्प्यूटेशनल तरीके तो आप बहुत सारी किताबें देख सकते हैं वास्तव में यह काफी अच्छी किताब है कई अलग अलग किताबें हैं क्योंकि इस पुस्तक में आपको आणविक मॉडलिंग पर 1 या 2 अध्याय मिल सकते हैं तो आप निश्चित रूप से उन्हें पढ़ सकते हैं कि सभी पुस्तकें सभी विषयों के साथ कवर नहीं होती हैं और इसलिए कुछ किताबें उनके ध्यान के आधार पर कुछ विषयों को कवर कर सकती हैं इस विषय पर हमें इसके लिए जाने दें यह ऊर्जा न्यूनता क्या है आइए हम इन ऊर्जा न्यूनताओं को देखें अब आपको अपने कैलकुलस को याद करना होगा जिसे आपने अपने पहले वर्ष के यूजी इंजीनियरिंग सत्र में लंबे समय तक पढ़ा होगा यदि आप टेलर श्रृंखला के विस्तार को देखते हैं तो Ux यदि आप फ़ंक्शन एक्सएक्स का विस्तार बिंदु xk पर कैसे करना चाहते हैं तो हम Uxk x xk du dx लिखते हैं और फिर xk का विकल्प देते हैं x xk वर्ग 2 भाज्य d वर्ग U dx वर्ग या आप dxk dxj डाल सकते हैं इसे k और इतने पर विस्तारित करें दरअसल इसे एक gradient कहा जाता है और इसे Hessian कहा जाता है और इसलिए algorithms हैं जो केवल ढाल का उपयोग करते हैं algorithms हैं जो हेस्सियन का उपयोग करते हैं और साथ ही साथ यह भी बनाते हैं और निश्चित रूप से वे इस विश्लेषणात्मक गणना नहीं करते हैं लेकिन वे संख्यात्मक रूप से गणना करते हैं कैसे वे संख्यानुसार गणना कैसे करते हैं आप का मान लेते हैं एक विशेष बिंदु पर U का मान ज्ञात करते हैं और फिर आप एक बहुत small incremental point पर U का मान पाते हैं इसलिए U मान में अंतर डेल्टा x से विभाजित होता है जो आपको dU dx देता है जैसा कि आप जानते हैं dUdx का अध्ययन किया होगा इसे delta udelta x पर लगाया जा सकता है delta udelta x क्योंकि डेल्टा x ० तक जाता है यह du dx होगा इसलिए यदि आप देखना चाहते हैं तो algorithms आदेश द्वारा वर्गीकृत या टेलर श्रृंखला में उपयोग किए जाने वाले उच्चतम व्युत्पन्न हैं पहले के आदेश तरीके आम हैं आपके पास सबसे steepest descent method conjugated gradient विधि है निश्चित रूप से आपके पास non derivative method सरल विधि sequential methodऔर वास्तव में है इसलिए यदि आप न्यूनतम देख रहे हैं तो इसे df dx को संतुष्ट करना चाहिए या यदि आप u के बारे में बात कर रहे हैं तो du dx होना चाहिए 0 और dsquaref dx वर्ग होना चाहिए 0 क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको यह पसंद है उदाहरण के लिए x और f यह एक न्यूनतम df dx 0 है क्योंकि जैसा कि आप ढलान 0 देख सकते हैं और यह भी जब आप दूसरा व्युत्पन्न अनुपात लेते हैं तो यह 0 होना चाहिए क्योंकि यह वहां बढ़ रहा है तो एक न्यूनतम के लिए दो स्थितियाँ df dx 0 हैं क्योंकि यह एक समानांतर रेखा की तरह होगी जो कि न्यूनतम हो और फिर d वर्ग f dx वर्ग 0 हो बेशक अधिकतम df dx 0 df वर्ग dx वर्ग के लिए 0 होगा तो यह न्यूनतम के लिए है इसलिए फ़ंक्शन के मानदंड का न्यूनतम मान है क्योंकि आप बदलते रहते हैं x df dx 0 d वर्ग f dx वर्ग होगा 0 इसलिए यदि आपके पास सरल छोटे कार्य हैं तो आप इसे केवल 0 के बराबर independent variable के संबंध में विश्लेषणात्मक रूप से विभेदित कर सकते हैं और फिर मापदंडों की गणना कर सकते हैं और फिर दूसरी parameters लेते हुए चेक को cross check करते हैं और देखें कि second derivative is0 न्यूनतम के लिए है आइए हम कुछ सरल बात पर ध्यान दें इस फ़ंक्शन को देखें y x square 2x 2 इसलिए मैं न्यूनतम पता लगाना चाहता हूं इसलिए मुझे लगता है कि निर्भर चर x स्वतंत्र चर है यह एक बहुत ही सरल समस्या है एक स्वतंत्र परिवर्तनशील समस्या तो dydx 2x 2 तब हम इसे 0 के बराबर करते हैं जब हम इसे 0 के बराबर करते हैं तो यह x 1 से बाहर आता है अब हमें यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या यह न्यूनतम या अधिकतम है yx2 2x2 dydx 2x 2 x1 d2ydx2 2 it is 0 so minima तो यहां न्यूनतम के लिए क्या शर्त है मैंने उल्लेख किया था कि सही d वर्ग y dx वर्ग होना चाहिए 0 d वर्ग y d x वर्ग मैं फिर से अंतर करता हूं यह 2 पर आता है क्योंकि यह बन जाएगा यह 0 है यह 2 है यह 0 से अधिक है इसलिए यह न्यूनतम है इसलिए यदि आप इसे भी प्लॉट करते हैं तो आप इसे चेक कर सकते हैं और इसे एक्सेल में जाकर y x square 2x 2 पर प्लॉट कर सकते हैं तो मैं x के विभिन्न मूल्यों को लेता हूं जो होता है वह नीचे आता है फिर यह ऊपर चला जाता है क्योंकि यह एक parabolic relation है x 1 पर यहाँ x 1 है इसलिए यदि आप 1 2 x 1 देखते हैं और मैं x 1 dx 2 2 0 लेता हूं तो सरल समीकरण हम इसे एक्सेल में भी प्लॉट कर सकते हैं और पा सकते हैं कि x 1 x का न्यूनतम मूल्य है या हम इसे कैसे करते हैं हम एक dydx लेते हैं और फिर इसे वहां से 0 के बराबर करते हैंआप x की गणना करते हैं क्रॉस चेक करना कि क्या यह मिनीमा है आप यहाँ एक second derivative dy squared x square लेते हैं इस मामले में यह सच है कि यह 0 से अधिक है इसलिए यह न्यूनतम है इसलिए दो शर्तों जैसे मैंने उल्लेख किया है कि हमें न्यूनतम के लिए इन दो स्थितियों को देखने की आवश्यकता है आइए हम इस पर एक स्वतंत्र परिवर्तनशील समस्या को देखें आइए हम 2 स्वतंत्र चर समस्याओं को देखें x और y और z आपका dependent variable है तो यहाँ हम x और y को आंशिक रूप से z फ़ंक्शन को x के संबंध में और y के संबंध में partially रूप से अलग करने की आवश्यकता कैसे पाते हैं और फिर इसे 0 के बराबर करें यदि आप dz dx लेते हैं तो आंशिक अंतर वास्तव में हमें dz नहीं डालना चाहिए dzdx हमें वास्तव में इसे δzδx की तरह रखना चाहिए और यहाँ इसे δzand δy होना चाहिए इसलिए यदि आप δz लगाते हैं z2x22xy2y2 6x dzdx 4x2y 6 0 dzdy 2x4y 0 x2 y 1 d2zdx2 4 d2zdy2 4 हम केवल x 4x 2y 6 0 के संबंध में अंतर कर रहे हैं इसी तरह δzδy और यह नहीं होगा आओ 2x 4y 0 s और इसलिए मेरे पास 2x 4y 0 4x 2y 6 है 4x 2y 6 मैं इन दो two simultaneous को हल कर सकता हूं या यदि आप इस समीकरण को दूसरे समीकरण पर देखते हैं तो यह x 2y होगा और फिर हम इसे इस में स्थानापन्न कर सकते हैं ताकि आप x 2 और y 1 के साथ समाप्त हो जाएँ ताकि हम कैसे करें अगर two independent variables हैं हम x के संबंध में और y के संबंध में आंशिक अंतर को अलग करते हैं और फिर इसे 0 के बराबर करते हैं इसलिए हम x और y के लिए एक साथ समीकरण प्राप्त करेंगे हम उन्हें हल करते हैं यह वह जगह है जहां न्यूनतम होता है आपको यह जांचना होगा कि क्या यह न्यूनतम है तो आप second derivative क्या लेते हैं इसलिए हमारे पास dou z dou x है जिसे हम इसे कहते हैं क्योंकि यह आंशिक है इसलिए x के साथ फिर से अंतर करता है उदाहरण के लिए इसलिए यह 4 को dou z dou y में आता है और y के संबंध में अंतर करता है फिर से 4 पर आता है फिर से वे 0 हैं इसलिए जैसे मैंने इस विशेष पक्ष में उल्लेख किया है इसलिए वे 0 हैं तो यह एक न्यूनतम है जो वास्तव में cross checking के लिए है यह एक न्यूनतम है आप भी यही काम कर सकते हैं dou z dou x dou y इसलिए यदि आप इस समीकरण को लेते हैं और आपको क्या मिलता है तो आप अब dou x को विभक्त करने के लिए हैं और dou y के साथ अंतर करते हैं इसलिए यह 2 पर आता है तो फिर से यह 0 है इसलिए हम इस x 2 y 1 को इस विशेष फ़ंक्शन के न्यूनतम कह सकते हैं यदि आप उन्हें ग्राफिक रूप से आकर्षित करते हैं जैसा कि आप x axis देख सकते हैं तो यह independent variable y axis है एक और स्वतंत्र चर z आपका dependent variable है इसलिए यह एक परवलयिक विमान है इसलिए यह इस तरह से जाता है और आपको x 2 और y मिलता है 1 आपको न्यूनतम मिलता है इसलिए यदि फ़ंक्शन बहुत सरल हैं तो आप इसे analytically रूप से कर सकते हैं जैसे मैंने आपको previous case में दिखाया था कि one variable problem x केवल independent variableहै या दूसरी समस्या में आपके पास दोindependent variables x and y z is your dependent variable इसलिए हम इसे analytical रूप से आसानी से कर सकते हैं लेकिन अगर फ़ंक्शन बहुत सारे शब्दों के साथ बहुत जटिल है तो आप उस समस्या को विश्लेषणात्मक रूप से नहीं कर सकते हैं यदि many variables and many independent variables x y z और इतने सारे हैं अपने force field की तरह आपके पास r हो सकता है आपके पास थीटा हो सकता है जो आपके पास phi हो सकता है इतनी सारी शर्तें शायद इतने सारे independent variables हो सकते हैं शायद इसलिए मुझे integrate करने में कठिनाई हो सकती है मुझे अंतर करने के लिए खेद है और फिर एक साथ समीकरण के पक्षों को हल करें इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे numerically रूप से करना है जिसका अर्थ है कि आपको dou z dou y संख्यात्मक रूप मिलता है और फिर उन मानों की गणना करने का प्रयास करें जहां फ़ंक्शन न्यूनतम होगा यह है कि सॉफ्टवेयर वास्तव में क्या है इसलिए इसे संख्यात्मक विभेदन कहा जाता है जिसे वे संख्यात्मक विभेदन कहते हैं तो हम इन संख्यात्मक विभेदों संख्यात्मक एकीकरण को देखेंगे जिनका आपने अध्ययन किया होगा और आप जैसा कि मैंने पहले सेमेस्टर या दूसरे सेमेस्टर यूजी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम या ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में भी कहा है इसलिए मुझे यकीन है कि आपने अध्ययन किया होगा हमें ज्यादा समय नहीं देना चाहिए कई ऊर्जा कम करने के तरीके हैं derivative method जहां आप पहली बार पहले derivative की गणना करते हैं या आप Hessian की गणना करते हैं हमारे पास सबसे steepest descent है जिसका अर्थ है कि आप उस दिशा में ले जाते हैं जिसमें ढलान बहुत ही नीचे उतरता है और उसका अनुसरण करता है ताकि direction parallel के समानांतर दिशा में कदम बढ़ें और इसके बाद conjugate gradient successive steps की दिशा orthogonal है इसलिए यदि आप अगली बार एक दिशा में चलते हैं तो second direction third time में जाने पर आप तीसरी दिशा में चलते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि प्रत्येक एक से दूसरे के लिए रूढ़िवादी है और फिर आपके पास newton Raphson है और यह फिर से किसी प्रकार की ढाल विधि पर आधारित है gradient method मूल रूप से basically derivative विधि है आप हेसियन का उपयोग कर सकते हैं या आप पहले derivative का उपयोग कर सकते हैं और इसी तरह फिर Second order method जैसे मैंने पहले कहा और second derivative का उपयोग किया जाता है तब Quasi newton method उलटे Hessian matrix का निर्माण करती है जो कि d square f and d square fd x square dx dy जैसा है जिसे Hessian मैट्रिक्स कहा जाता है इसलिए अलग अलग विधियां हैं उनमें से कुछ में बहुत समय लगता है क्योंकि इसमें गणना की जाने वाली बहुत सारी शर्तें शामिल हैं इसलिए इसे कम्प्यूटेशनल प्रयास की बहुत आवश्यकता होगी किसी फ़ंक्शन का न्यूनतमकरण हमेशा एक चुनौती होती है किसी फ़ंक्शन का न्यूनतमकरण एक चुनौती है खासकर जब आपके पास बहुत सारे independent variables हैं तो यह बहुत सीधा नहीं है सॉफ्टवेयर में बहुत सारे तरीकों का उपयोग किया जाता है इसलिए यदि आप सॉफ्टवेयर को देखते हैं तो मुझे लगता है कि यदि आप Marvin का उपयोग करते हैं तो उनके पास ऊर्जा कम करने के लिए अलग अलग तरीके हैं मुझे लगता है कि मैंने इसे आपको नहीं दिखाया लेकिन आप इस पर एक नज़र डाल सकते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊर्जा कम करने के लिए अलग अलग तरीके हैं आप कैसे जानते हैं कि इसे रोकना पर्याप्त है यदि आप न्यूनतम मूल्यों को प्राप्त करने तक बदलने की कोशिश करते रहें आप कैसे जानते हैं कि जब ऊर्जा में बहुत कम परिवर्तन होता है तो उसे कब रोकना है इसका मतलब है कि मैं बदल जाता हूं मुझे एक सुधार मिलता है मुझे कुछ ऊर्जा मिलती है जब मैं एक और रचना प्राप्त करता हूं परिवर्तन बहुत बहुत छोटा है तो मैं कहूंगा कि मुझे रोक दें इतना बहुत बहुत छोटा मतलब है कि मैं एक संख्या दे सकता हूं जैसे कि अंतर 001 kilo cals per mol है U k1 - U k ऐसी कोई बात नहीं है जिसे आप रोक सकते हैं या यदि मैं अधिक सटीक में दिलचस्पी रखता हूं तो मैं कह सकता हूं 001 सेंट प्रति मोल है इसलिए संख्या के आधार पर हमें लगता है कि हम इसे बनाते हैं एक और दृष्टिकोण gradient में छोटा परिवर्तन है इसलिए आप सभी gradient square root को gradient की गणना करते हैं तो आप कहते हैं कि ढाल में बहुत कम परिवर्तन नहीं हुआ है तीसरा दृष्टिकोण root mean square gradient में एक छोटा परिवर्तन है इसलिए ग्रेडिएंट रूट का मतलब है root mean square gradient of n ये अलग अलग दृष्टिकोण हैं ऊर्जा परिवर्तन को देखने के लिए यदि ऊर्जा बदल जाती है एक रचना के बीच और दूसरी रचना के बीच बहुत कम है तो आप कहते हैं कि हम अपने न्यूनतम तक पहुँच गए हैं या यदि आप ग्रेडिएंट को देखते हैं तो वर्गमूल को जोड़ते हैं सभी ग्रेडिएंट को वर्गमूल में जोड़ें यह मान जो आप देखते हैं कि 01 है या आप RMS ग्रेडिएंट करते हैं इसका मतलब है कि आप ग्रेडिएंट लेते हैं n का वर्गमूल लेते हैं और इसे RMS ग्रेडिएंट कहा जाता है और फिर आप कहते हैं कि 01 से छोटा है तो पर्याप्त है हम रोक देंगे ये अलग अलग दृष्टिकोण हैं शायद आप कंफ़ॉर्मल मिनिमम एनर्जी कंफ़ॉर्मेशन होना बंद कर दें ताकि समय स्टीपेस्ट डिसेंट विधि को कम से कम 40 सेकंड तक पहुंचने के लिए कम से कम 500 चरणों की आवश्यकता होती है संयुग्म ढाल बहुत तेज है या आवश्यक चरणों की संख्या बहुत कम है और इसमें समय भी कम लगता है न्यूटन रैपसन विधि फिर से कम कदम और कम समय लेती है तो ये ऐसे हैं जैसे हमने कहा कि संख्यात्मक विधियां आपने उनमें से कई का अध्ययन किया होगा इसलिए हम इसमें बहुत अधिक नहीं जाएंगे क्योंकि यह हमारा ध्यान नहीं है लेकिन कई संख्यात्मक विभेदीकरण एकीकरण विधियां हैं जिनका उपयोग इन सभी आणविक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर द्वारा न्यूनतम ऊर्जा संचलन में आने के लिए किया जाता है उदाहरण के लिए आइए हम एथेन को देखें 2 Cs वहाँ हैं हमारे पास एक हाइड्रोजन हो सकता है और एक हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है तो यह कई कई अलग अलग अनुरूपणों को ले सकता है जिस तरह से आप देखते हैं मान लीजिए कि आप इसे इस तरह देख रहे हैं जैसा कि आप देख रहे लैपिंग से लगभग पूरी तरह से हाइड्रोजन हो सकता है तो यह उच्च ऊर्जा होगी लगभग उन्हें हाइड्रोजन में देखो और ये सभी एक दूसरे पर लगभग over lapping हैं जब हाइड्रोजेन को अच्छी तरह से वितरित किया जाता है और एक दूसरे के साथ over lapping नहीं होता है तब ग्रहण करने वाले कंफर्मर्स होते हैं क्योंकि वास्तव में हाइड्रोजन इसको देख रहा है यह इसको देख रहा है या हम इसे eclipsed किए गए अनुरूप कहते हैं सभी 6 नहीं देखते हैं जबकि अगर आपके पास इस प्रकार की विकृति है तो आप देख सकते हैं कि उनमें से सभी ऊर्जा कम है देखो यह बहुत शांत हो सकता है 29 किलो कैलोरी 29 किलो कैलोरी जो कि एक बड़ी संख्या है या 12 किलो जूल प्रति मोल है जो कि एक बड़ी संख्या है यही कारण है कि आप हमेशा सिस्टम को इस प्रकार के विरूपण पर पकड़ते देखेंगे आइए हम एन ब्यूटेन को देखें जैसा कि आप जानते हैं कि एन ब्यूटेन में चार कार्बन हैं मुझे लगता है कि आप जानते हैं n ब्यूटेन में 4 कार्बन्स 1234 हैं और इसलिए हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH3 है तो यह विभिन्न कन्फेक्शंस लेता है taggered gauche eclipsed eclipsed eclipsed और यह staggered gauche है जिसे आप CH3 देखते हैं इसे staggered anti कहा जाता है इसलिए इस विशेष संदर्भ से विभिन्न प्रकार के अनुरूपण लिया जाता है कार्बनिक रसायन चौथे संस्करण इसलिए उनमें से प्रत्येक के पास एक अलग energy values है जो potential energy है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं ऊर्जा अंतर के क्रम की हो सकती है यह 45 kilo cals per mol 38 kilo cals per mol 19 kilo joules 16 kilo joule और वास्तव में इसलिए यह आपको एक अलग ऊर्जा मूल्यों के लिए जा रहे हैं और यह काफी उच्च हो सकता है विरूपण पर बचाव तो इस Resveratrol को देखो Resveratrol एक प्राकृतिक उत्पाद है और कई पौधों द्वारा उत्पादित एक फेनोलिक घटक है और वे जीवाणुरोधी गतिविधि प्रदर्शित करते हैं यह अंगूर ब्लूबेरी रास्पबेरी शहतूत की खाल जैसे खाद्य फलों में पाया जाता है इसे 2 बेंजीन की ring मिली है और यहां एक डबल बॉन्ड है यह CH CH 2 है बेंजीन रिंग वहां एक OH है और 2 OH है इसलिए जब यह कब्जा करता है तो यह ऊर्जा 23 किलो कैलोरी सकारात्मक होती है इसे देखो यह 233 से 43 तक 43 किलो कैलोरी तक जा सकता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि इन 2 Phenol rings के ये झुकाव कैसे हैं जिससे ऊर्जा बदल सकती है इस पर गौर करें 13 यह 43 है इतनी ऊर्जा भिन्न हो सकती है कि इन दो बेंजीनों के संबंध में ये दो benzene rings orient होने के तरीके में एक छोटा सा बदलाव करें Chalcone Chalcone रिजर्वेशन की तरह दिखता है लेकिन इसे कीटोन मिला है यहां अल्फा बीटा डबल बॉन्ड है तो फिर हमारे पास Phenol Benzene rings हैं तो यह देखो यह एक 35 kilo cals है जो 116 kcals से भी कम हो जाता है यहां तक कि 12 से भी नीचे चला जाता है और इसलिए ये अपने आप को यहां रखते हैं जिससे बहुत फर्क पड़ता है तो रचना में छोटे परिवर्तन पर निर्भर करता है आप इन और ऊर्जा मूल्यों में बहुत अंतर देखेंगे हम इस विषय पर और अधिक जानकारी जारी रखेंगे आपके समय के लिए धन्यवाद